हिलबर्ट ट्रांसफ़ॉर्म के अनुप्रयोग स्टाइलजीस ट्रांसफॉर्म का परिचय भाग 01 सबको सुप्रभात तो पिछले 11 लेक्चर में हमने जाना और इंटीग्रल ट्रांसफ़ॉर्म के 5 प्रकार देखे फूरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म हेंकेल ट्रांसफॉर्म मेलिन ट्रांसफॉर्म और हाल ही में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मैंने हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के कुछ गुण भी बताए हैं और आज के लेक्चर में मैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के कुछ अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं अब मैं यह भी हाइलाइट करना चाहता हूं कि हमने कुछ बेसिक कुछ स्टैंडर्ड समीकरण हल किए हैं जो पर्शियल डिफ़्रेंशियल समीकरणों में पाये जाते हैं जैसे कि तरंग समीकरणों या डिफ्यूजन समीकरण में हमने विभिन्न प्रकार की तरंग समीकरणों को देखा है उदाहरण के लिए ध्वनिक तरंगें या किसी माध्यम आदि के कंपन के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगें और आगे हमने देखा है कि इन सभी तरंगों में एक विशेष गुण है जैसे ही समय गुजरता है या लहर अंतरिक्ष में बढ़ती है ये अपना आकार बदलती हैं हम इन तरंगों को डिसपरसिव वेव भी कहते हैं आज मैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के अनुप्रयोगों पर चर्चा करने जा रहा हूं एक बहुत ही विशेष प्रकार की तरंगों के संबंध में जिसे सॉलिटन कहा जाता है अब इन तरंगों का अध्ययन सेलिब्रटेड बेंजामिन ओनो समीकरण के रूप में किया जाता है जिनको मैं विस्तार से हाइलाइट करने जा रहा हूं और उसके बाद एक अन्य सॉलिटॉन समीकरण है जिसे कॉर्टेवेग डे व्रस समीकरण के रूप में जाना जाता है लोकप्रिय रूप से इसे केडीवी समीकरण के नाम से जाना जाता है तो अब ये सोलिटोन क्या हैं एक किंवदंती है कि सर स्कॉट रसेल नाम से भौतिक विज्ञानी थे और वह एडिनबर्ग शहर में नहर में यात्रा कर रहे थे और उन्होने क्या देखा कि जब वह एक नाव पर यात्रा कर रहे थे तो कुछ निश्चित तरंगें थीं जो उनकी नाव के नीचे से निकल रही थीं और आकार बदले बिना नहर के पार दूर दूर तक जा रही थीं और जो देखा गया था वह भौतिक विज्ञानी उसको समझने और अध्यन करने के लिए चला गया और इन तरंगों को सॉलिटन या गैर फैलने वाले वेव्स कहा जाता है जो अपना आकार नहीं बदलते हैं इसलिए मैं हिल्बर्ट ट्रांसफ़ॉर्म के अनुप्रयोगों को शुरू करने जा रहा हूं और बाद में इन समीकरणों द्वारा कुछ सॉलिटॉन सोल्युशंस का वर्णन करूंगा जो मैंने अभी उल्लेख किया है इसलिए आगे बढ़ते हुए हमें उदाहरण के साथ सही शुरुआत करनी चाहिए यहाँ मेरे पास एक हल किया गया उदाहरण है तो यह एक बाउंडरी वैल्यू प्रोब्लेम है इसलिए लाप्लास समीकरण को एक सेमी इंफाइनाइट डोमेन में हल करें तो निश्चित रूप से एक 2D लाप्लास समीकरण को हल कर रहे हैं और डोमेन इस प्रकार है ∞ x ∞ और y 0 तो हम इस डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक इंफाइनाइट प्लेट की तरह है

इसलिए जैसा कि मैं देख रहा हूं यह समीकरण है और फिर निश्चित रूप से मेरी बाउंडरी कंडिशन्स इस प्रकार दी गई हैं इसलिए जैसा कि हम देखते हैं कि यह एक समीकरण है जिसे सेमी इंफाइनाइट प्लेट पर अच्छी तरह से हल किया जाना है जो एक दिशा में इंफाइनाइट है तो ux सोल्यूशं के टेनजेन्सियल डेरिवैटिव को दर्शाता है तो फिर दूसरा समीकरण जोकि मेरे पास दूसरी सीमा की स्थिति है जिसकी मुझे आवश्यकता है यह सेकंड ऑर्डर पीडी है दूसरी सीमा शर्त जो मुझे दी गई है वह यह है कि u 0 पर डोमेन के रूप घटता है तो मेरे डोमेन I इस r द्वारा डिफाइन है तो डोमेन r इस प्रकार है यह समस्या का पूरा विवरण है तो फिर से अगर हम इसे हल करें इस समस्या को हल करने का मानक तरीका यह है कि हम x के रेस्पेक्ट में फोरियर ट्रांसफॉर्म करें और तब हमें ओडीई मिलने वाली है हल हम वेरिएबल x के संबंध में फूरियर ट्रांसफॉर्म लागू करेंगे और हम उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी दोनों बाउंडरी कंडिशन्स का उपयोग करते हुए मैं निम्नलिखित पर आता हूं इसलिए मैं अभी ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन में सोल्यूशन लिखने जा रहा हूं

उदाहरण 2 तो मैं अभी नॉन लीनियर वेव्स के हल का वर्णन करके शुरुआत करने जा रहा हूं तो नॉन लीनियर वेव्स तो इस विशेष समीकरण पर विचार करने के लिए हम नॉन लीनियर वेव् को दर्शाने वाले सबसे सामान्य समीकरण पर विचार करें तो यह देखने के लिए हम एक लीनियर होमोजीनियस पीडीई के साथ शुरू करते हैं तो कोंस्टंट कॉफीसिएंट वाली लीनियर होमोजीनियस पीडीई इसलिए यह नॉन लीनियर वेव् के हमारे अध्ययन का पहला कदम है यहाँ मैं पीडीई को सबसे सामान्य रूप में लिख सकता हूं यह t के रेस्पेक्ट में डेरिवैटिव का एक फंकशन है तो यहाँ t मेरा वेरियेबल समय है और फंकशन भी x के डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में y के डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में और z के डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में तो मैं कह सकता हूं कि यह हल बताने वाला मेरा रैखिक ऑपरेटर है तो इस वेरियेवल u पर ओपरेट करने पर और रिज़ल्ट एक कुछ विशेष नॉन लिनियर वेव्स के सोल्यूशन को दर्शाता है तो अब वह पल है जब मैं कहता हूं कि हमें वह सोल्यूशन मिला है जिसमे वेव की तरह फीचर्स है तो हम यह मानकर शुरू करें कि मेरा सोल्युशन प्लेन वेव का है हल माना का 3 डी प्लेन सोल्युशन समीकरण का में प्रयोग करने पर अब समीकरण को पुनः लिखते हैं III के इस विशेष रूप को समीकरण के डिस्पर्जन रिलेशन के रूप में भी जाना जाता है अतः डिस्पर्जन रिलेशन अब मैं पहले से ही यह बता चुका हूँ कि डिस्पर्जन रिलेशन क्या है तो डिस्पर्जन रिलेशन वह रिलेशन है जो ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन में वेरियेवल को फ़िज़िकल प्लेन में वेरियेवल के समक्ष नियंत्रित करता है तो फ़िज़िकल प्लेन में मेरे वेरियेवल x और t हैं ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन में वेरियेवल हैं k l m और ω इसलिए हम यह विचार कर सकते हैं कि डिस्पर्जन रिलेशन मूल PDE का परिवर्तित रूप है जिसे हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं अब इन मामलों में से अधिकांश ऐसे मामले हैं जहां हम तरंग समीकरण के डिस्पर्जन रिलेशन को हल कर रहे हैं वह रिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लेन में सैटिसफाइड होना हैऔर यह जरूरी नही है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए जाने वाला मान फ़िज़िकल प्लेन में वेरियेवल को सॉल्व करने पर प्राप्त मान के बराबर हो और इसलिए फ़िज़िकल प्लेन और ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन में सोल्यूशन में विसंगति है और इसको वेव में तथाकथित डिस्पर्जन कहा जाता है या वेव के आकार में परिवर्तन यहाँ मेँ फिर से कुछ अवधारणाओं को हाइलाइट कर रहा हूँ जिन्हें मैंने पहले ही शुरू मेँ बता दिया था जब मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ उदाहरणों की चर्चा कर रहा था अर्थात् फेज वेलोसिटि की अवधारणा फेज वेलोसिटि की अवधारणा और ग्रुप वेलोसिटि की अवधारणा उपरोक्त स्लाइड देखें इसलिए ग्रुप वेलोसिटि या फेज वेलोसिटि का वर्णन एक सरलता से करना बहुत ही अच्छा तरीका है आगे बढ़ते हैं तो मैं एक सॉलिटॉन के बारे में बात करने जा रहा हूं सॉलिटॉन तरंगों के बारे मेँ इसलिए ऐसा करने के लिए हमें एक केस को देखना चाहिए इसलिए एक विस्तृत पृष्ठभूमि में जाये बिना मुझे पहले केवल उदाहरण पर प्रकाश डालना चाहिए इसलिए मैं अभी इस उदाहरण के डिस्पर्जन रिलेशन पर आने वाला हूं तो यह एक इंटरनल सोलिटरी वेव का उदाहरण है एकांत में इंटरनल सोलिटरी वेव एकांत में स्टेवल स्ट्रेटिफाइड तो ये सभी टर्म पानी की लहरों की समस्याओं के अध्ययन के संबंध में काफी लागू हैं तो कठोर क्षैतिज प्लेटों के बीच स्टरेटीफाइड 2 फ्लुइड सिस्टम तो हम जो पढ़ रहे हैं वह दो क्षैतिज प्लेटों के बीच में एक 2 फ्लुइड परिदृश्य है माना कि प्लेटें z h1 और z h2 पर स्थित हैं और आगे दोनों फ्लुइड्स के बीच में अंतर करने के लिए माना कि ऊपरी फ्लुइड ऊपरी फ्लुइड h1 गहराई के कुएं से हमने पहले ही उल्लेख किया है गहराई h1 में घनत्व 𝝆1 है इसलिए मैं ऊपरी और निचले फ्लुइड बीच अंतर करने जा रहा हूं तो और यह भारी फ्लुइड पर है यह भारी फ्लुइड पर निहित है जिसकी गहराई h2 और घनत्व 𝝆2 है तो ये दोनों फ्लुइड्स के लिए मेरे वेरीएबल हैं जो हमारे पास है और फ्लुइड्स दो क्षैतिज या दो फ्लैट प्लेटों के बीच स्थित हैं और फ्लुइड्स की ऊंचाई क्रमशः h1 और h2 हैं इसलिए निश्चित रूप से घनत्व 𝝆2 𝝆1 से अधिक भारी है भारी फ्लुइड सबसे नीचे है और मैं यह मानने जा रहा हूं कि दोनों फ्लुइड्स गुरुत्वाकर्षण के अधीन हैं इसलिए दोनों फ्लुइड्स गुरुत्वाकर्षण के अधीन हैं इसलिए मेरे पास g का प्रभाव है और मैं सर्फ़ेस टेंसन को नगण्य मान रहा हूं तो दोनों फ्लुइड्स के बीच सतह तनाव इफैक्ट और अन्यथा सतह तनाव इफैक्टई नगण्य है इसके लिए मैं डिस्पर्जन रिलेशन् के माध्यम से सही परिणाम बताने जा रहा हूं इसलिए इस तरह की समस्या पहले से ही प्रकाशित की जा चुकी है कई भौतिकविदों द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा इस पर 1966 के ओनो सिद्धांत से शुरू करके और अलग से 1967 में एक और वैज्ञानिक बेंजामिन ने इस पर काम किया इसलिए इसे प्रसिद्ध बेंजामिन ओनो समीकरण कहा जाता है तो इस तरह के समीकरण के लिए स्ट्रेटिफाइड फ्लुइड का डिस्पर्जन रिलेशन निम्नलिखित व्यंजक द्वारा दिया गया है

इसलिए यहाँ कई केस थे जो इस डिस्पर्जन रिलेशन से संबंधित थे तो यह मेरा डिस्पर्जन रिलेशन है इन लोगों द्वारा कई विशिष्ट मामलों का वर्णन किया गया था दो में से एक का वर्णन बेंजामिन ने 1967 में किया था जिसे डीप वॉटर थेओरी के रूप में भी जाना जाता है इसलिए जैसा कि नाम से पता चलता है इस विशेष उदाहरण में हम मानते हैं कि भारी फ्लुइड की गहराई जो फ्लुइड नीचे तली में गहराई मैं है वहाँ h2 इन्फ़िनिटि की ओर अग्रसर है जोकि इस केस में माना गया है तो केस 1 धारणा यह है कि निचले फ्लुइड की ऊंचाई इन्फ़िनिटि है तो h2 इन्फ़िनिटि है ओके आगे वहाँ एक दूसरी धारणा है तो हम इसे ए और बी कहते हैं जिससे कि वेव्स फ्लुइड की गहराई h1 की तुलना में लंबी हैं ओके तो आगे इसका क्या मतलब है दूसरी धारणा आगे अतिरंजित करती है तथ्य या अनुकरणीय तथ्य यह है कि पहले फ्लुइड की ऊंचाई h1 दूसरे की ऊंचाई की तुलना में छोटी है तो दूसरी धारणा क्या है लॉन्ग वेव लेंथ तो h1 की तुलना में लॉन्ग वेव लेंथ ओके तो मुझे लगता है कि यह स्थिति है k 0 की ओर जा रहा है तो लॉन्ग वेव लेंथ छोटी तरंग संख्या से मेल खाती है जैसा कि हमने कुछ रेसीप्रोकल थेओरेम में देखा है जैसे ट्यूबरियन थेओरेम ओके तो फिर इन दो धारणाओं के तहत मैं इस व्यंजक को लिखता हूँ जिसे मैंने व्यंजक के रूप में शीर्ष पर लिखा है इसलिए यदि मैं में मान्यताओं a b का उपयोग करता हूं जिसका अर्थ है कि हमें दो लिमिट लेनी हैं तो यह मेरा व्यंजक है मुझे एक लिमिट लेनी हैपहली लिमिट h2 इनफीनिटी हो जा रही है तो पहले फ्लुइड की गहराई या भारी सॉरी द्वितीय फ्लुइड की गहराई इनफीनिटी हो जा रही है और फिर दूसरी स्थिति में k की लिमिट 0 और मैने फ़िक्स्ड h1 के लिए फिक्स किया है तो पहले फ्लुइड की ऊंचाई की तुलना में पानी की तरंगों के तरंगदैर्ध्य लंबी हैं अतः पहले फ्लुइड की ऊंचाई वेव से उत्पन्न तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटी है इसलिए जब मैं ऐसा करता हूं कि मैं आवश्यक लिमिट लेता हूं और व्यंजक में कोट हाइपरबोलिक का विस्तार करता हूं मुझे निम्नलिखित परिणाम मिलते हैं इसलिए मैं सीधे परिणाम लिखने जा रहा हूं तो मुझे निम्नलिखित डिस्पर्जन रिलेशन मिलता है तो यहाँ मैंने मान लिया है तो यह 1 डी में प्रोपेगेटिंग वेव्स का सबसे बुनियादी मामला है 1 डी में प्रोपेगेटिंग वेव्स